हमें dT by dR को r के बराबर r0 पर खोजने की आवश्यकता है जो आपको बताता है कि परिवहन गुणांक क्या है तो हम जो करना चाहते हैं वह यह है कि इसे खोजने के लिए हमें मॉडल समीकरण को हल करने की आवश्यकता है हमने अब तक केवल इतना किया है कि हमने केवल यह देखा है कि गुण क्या हैं समीकरण को हल किए बिना हम क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं तो अब हम वास्तविक समीकरण को हल करने जा रहे हैं और हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि ऊष्मा परिवहन गुणांक का वास्तविक मान क्या है तो मान लीजिए हम लिखते हैं हम मानते हैं कि सीमा परत अनुमान मान्य हैं हम मानते हैं कि सीमा परत अनुमान तरल पदार्थ के लिए मान्य है जो ट्यूब के माध्यम से बह रहा है और हम मानते हैं कि यह पूरी तरह से विकसित शासन में है पूर्ण विकसित शासन में ऊष्मा परिवहन गुणांक की प्रकृति क्या है यह भिन्न नहीं होता है तो यह h by k अक्षीय स्थिति का फंक्शन नहीं है तो ऊर्जा संतुलन के लिए मॉडल समीकरण udT by dx plus vdT by dr है जो कि alpha by r के बराबर है ओके तो इसके बाद आप boundary layer approximation का परिचय देते हैं इसमें v क्या है पूरी तरह से विकसित शासन v 0 है क्योंकि प्रवाह केवल x दिशा में है तो पूर्ण विकसित शासन में v 0 है तो ये समीकरण अनिवार्य रूप से udT by dx equal to alpha by r d by dr dT by dr तक उबलता है तो अब हम इस समीकरण को कैसे हल करते हैं सीमा की स्थिति आसान है dT by dr r बराबर 0 पर 0 है और मान लीजिएT स्थिर तापमान Ts है तो हम कहते हैं मान लीजिए यह स्थिर नहीं है यह एक सामान्य सीमा शर्त T equal to Ts at Ts of x at r equal to r0 है तो वह सीमा की स्थिति है हम इसे कैसे हल करते हैं ध्यान दें कि u अब रेडियल स्थिति का एक फंक्शन है u क्या है u 2 times um into 1 minus r by r0 the whole square है तो चर का पृथक्करण यह काम नहीं करेगा चर का सरल पृथक्करण यह काम नहीं करेगा तो हम इसे कैसे हल करते हैं इसलिए अब हमें उन कुछ गुणों पर टैप करना होगा जिन्हें हमने वास्तव में समीकरण को हल किए बिना प्राप्त किया था तो मान लीजिए मैं स्थिर प्रवाह की स्थिति से शुरू करता हूं तो स्थिर प्रवाह की स्थिति हम जानते हैं कि dT by dx dTm by dx जो कि स्थिरांक ठीक है ऐसा क्यों है क्योंकि हमने कहा कि पूरी तरह से विकसित शासन में तापमान प्रोफ़ाइल किसी भी x स्थान पर समान है और इसलिए dTm by dx और इसलिए स्थानीय तापमान प्रवणता x दिशा स्थिर रहती है तो अब यदि हम यहां उस शर्त को लागू करते हैं तो हम इस समीकरण को 2um 1 minus r by r0 square into dTm by dx के रूप में फिर से लिख सकते हैं जो कि alpha by r d by dr dT by dx के बराबर एक स्थिर फ्लक्स है बस अब गुणों का उपयोग करके यह एक हल करने योग्य समीकरण बन गया है अब यह केवल r दिशा में एक समीकरण है हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं अब T of r comma x will be 2 um by alpha multiplied by r square by 4 minus r r power 4 by 16 r0 square plus C1 ln r plus C होगा तो यही हल है इसलिए मैंने केवल इतना किया है कि मैंने r के संबंध में व्यंजकों को एकीकृत कर दिया है मैंने इसे दो बार ठीक से एकीकृत किया है तो आप इस तरफ r लेते हैं जो आपको r square by 2 देता है और फिर आपके पास है r r square r square by r to the power of 4 by 64 प्राप्त होता है फिर आप r से विभाजित करते हैं यह r by 2 होगा और फिर आप इसे फिर से एकीकृत करते हैं यह r square by 4 होगा इसलिए पहले पद में प्रत्येक integral आपको 1 by 2 देगा और यहां प्रत्येक integral आपको 1 by 4 देगा dT क्षमा करें यह dTm by dx है धन्यवाद तो वह यहाँ a होगा a dTm by dx मैं इसे यहाँ कॉपी करना भूल गया dTm पहले से ही एक कप मिश्रण तापमान है यह पहले से ही है अगर हम dTm by dx व्यंजक नहीं डालें नहीं डालते हैं तो dTm by dx के लिए व्यंजक डालें अब यह निचले दाएं पर x का फंक्शन है तो Tm पहले से ही r पर integrated है तो Tm अब रेडियल स्थिति का फंक्शन नहीं है dTm by Tm x का एक फंक्शन है लेकिन dTm by dx स्थिर है तो जिसका अर्थ है कि Tm रैखिक है हाँ ठीक है तो Tm रैखिक है और यह कुछ भी नहीं है लेकिन qs prime in P by mdot Cp जोकि स्थिरांक है नहीं यह एक ग्रेडिएंट है न कि Tm बहुत सावधान रहें यह dTm by dx है यह Tm नहीं है ™ x equal to 0 plus qs double prime पर ™ के रूप में जाता है T into x by mdot जो Tm के लिए व्यंजक है लेकिन dTm बटा dx स्थिर है डीटी by डीएक्स यहाँ से dT by dx जो होगा हां dTm by dx किस r स्थान पर तो आइए पहले इन सभी स्थिरांकों को रखें हम देखेंगे कि यह स्थिरांक अब एक भूमिका निभाने वाला है तो अब यदि मैं इन सीमा शर्तों को r x के T से प्रतिस्थापित करता हूँ जो किसी भी x स्थान पर Ts के बराबर होना चाहिए जोकि minus 2 u m r0 square by alpha into dTm by dx multiplied by 3 by 16 plus 1 by 16 r by r0 to the power of 4 minus 1 by 4 r by r0 to the power of x है ओके तो वह ex अभिव्यक्ति है अब अगर मुझे पता चले यहाँ से Tm क्या है ठीक है तो वह क्रॉस सेक्शन पर एकीकृत करके है तो वह Ts होगा जो स्थिरऋणात्मक रहता है यह 11 by 48 into um r0 square by alpha into dTm by dx होगा ठीक तो यह Tm का व्यंजक है और इसलिए अब हम जानते हैं कि Tm dTm by dx is qs double prime T by mdot Cp है मैं इसे यहां स्थानापन्न करता हूं तो Tmx minus s जो minus 11 by 48 into into r0 square by alpha into qs double prime P by mdot Cp के बराबर है ठीक है तो अब हम qsprime जानते हैं कि qsprime को ताप परिवहन गुणांक h into to Tm Ts minus Tm इस रूप में परिभाषित किया गया है तो वह गर्मी परिवहन गुणांक है ठीक तो हम इसे Ts Tmx माइनस Ts के रूप में फिर से लिख सकते हैं जो कि 11 by 48 into r0 square by alpha into h into mdot है जो कि rho into um into the cross sectional area multiplied by Cp into Ts minus ™ है तो अब यह माइनस वन है तो यह Tm माइनस Ts है जो 1 के बराबर है जो 11 by 48 r0 square divided by alpha into h into P divided by rho um by d square by 4 or phi r0 square into Cp के बराबर है तो r0 वर्ग अलग हो जाता है और फिर ऐसा वह u बन जाएगा m अलग हो जाएगा तो alpha rho into Cp क्या है alpha into rho into Cp क्या है Yah चालकता k के अलावा कुछ नहीं है तो वह 11 by 48 into h into P divided by k है परिमाप phi तो परिमाप 11 by 48 into h into pi into d divided by k into pi है तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि 1 equal to 11 by 48 into hD by k hD by k क्या है यह नुसेल्ट नंबर है ठीक है तो वह 11 by 48 into Nusselt number है तो यहाँ से हम पाते हैं कि नुसेल्ट संख्या 48 by 11 है तो नुसेल्ट संख्या 48 by 11 लगभग 466 है ठीक है हम इसे लगातार क्यों प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि ऊष्मा परिवहन गुणांक स्थिरांक स्थिर होता है तो एक पूर्ण विकसित शासन में हम पाते हैं कि उस शासन में नुसेल्ट संख्या भी स्थिर है तो इसी तरह से स्थिर तापमान के मामले में अभ्यास करना चाहिए और तो पता चलेगा कि नुसेल्ट संख्या लगभग 366 होगी तो एक ही अभ्यास आप समीकरण को हल करते हैं स्थानीय तापमान ढाल की सभी विशेषताओं को डालते हैं और आप पाएंगे कि नुसेल्ट संख्या लगभग 366 है तो यह उन गुणों और विशेषताओं के अनुरूप है जिन्हें हमने समीकरण को हल किए बिना देखा था इसलिए याद रखें कि मैंने हमेशा इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आप सभी से कहा था कि समीकरण को हल करने से पहले आप इससे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और आप केवल इस समस्या की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इससे आपको यह सत्यापित करने में मदद मिलेगी कि जो हल जो आपको मिला है वह सही है अन्यथा आपके पास उस हल की तुलना करने का कोई तरीका नहीं है जो आपको समस्या के साथ वास्तविक अंतर्दृष्टि के साथ मिला है इसलिए पहले अंतर्दृष्टि प्राप्त करना हमेशा उपयोगी होता है और सहज रूप से भविष्यवाणी करता है कि व्यवहार की प्रकृति क्या होगी और फिर आप जाकर वास्तविक समाधान प्राप्त करें तो इस तरह आपके पास इसकी तुलना करने के लिए एक बेंचमार्क है ठीक है तो अब यह पूरी तरह से विकसित शासन के बारे में कहानी है लेकिन जब प्रवेश क्षेत्र की बात आती है जहां सीमा परत निश्चित रूप से मौजूद है तो यह पता चलता है कि प्रवेश क्षेत्र में कोई विश्लेषणात्मक समाधान संभव नहीं है कोई विश्लेषणात्मक समाधान संभव नहीं है और इसलिए हमें इनमें से कुछ सहसंबंधों पर भरोसा करना होगा और इसलिए यदि यह एक स्थिर सतह तापमान है तो नुसेल्ट संख्या का पता लगाने के लिए सहसंबंध फिर से यह औसत नुसेल्ट संख्या है यह अनुभवजन्य सहसंबंध प्रयोगों के आधार पर पाया जा रहा है और इसलिए यह 336 plus 06 0668 है प्रांड्टल संख्या divided by 1 plus 004 into D by L into ReD Prandtl number to the power of 2 by 3 है यदि इन सहसंबंधों का उपयोग किया जाना है तो वे आपको परीक्षा में दिए जाएंगे ठीक है आपको उनमें से किसी को भी याद करने की आवश्यकता नहीं है यह समझने की कोशिश करने के बजाय कि इन सहसंबंधों कोयाद कैसे करें यह समझना उपयोगी होगा कि इनका उपयोग कैसे करें इसलिए यदि इन सभी सहसंबंधों की आवश्यकता है तो इसे दिया जाएगा अब एक सामान्य सहसंबंध है जो उपलब्ध है जिसे सीडर टेट कहा जाता है आप में से कुछ लोगों ने यह नाम सीडर टेट समीकरण पहले ही सुना होगा तो नुसेल्ट संख्या 186 से दी जाती है रेनॉल्ड्स संख्या प्रांटल संख्या 1 by 3 one fourth और यहाँ यह सहसंबंध तब मान्य है जब प्रांदल संख्या 048 और 1870 के बीच है और mu to mu s का अनुपात है तो mu क्या है तो viscosity जाहिर है तापमान का एक कार्य है सही तो mu s सतह तापमान पर मूल्यांकन किए गए द्रव की viscosity है और mu मध्यवर्ती तापमान पर मूल्यांकन की गए viscosity है तो यह तब मान्य होता है जब mu s 975 से कम हो तो यह एक बहुत बड़ी वैधता है तो अब आपके पास एक गर्मी परिवहन समस्या होने जा रही है जहां viscosity का अनुपात वास्तव में 975 से अधिक बदलने वाला है जो कि बहुत अधिक है ठीक तो यह एक बहुत अच्छा समीकरण है और तो गुणों का मूल्यांकन किया जाता है तो गुणों का मूल्यांकन औसत तापमान पर किया जाता है औसत तापमान पर जो इनलेट और आउटलेट पर Tmi o by 2 plus Tmo by 2 plus T औसत तापमान है अब कोई वास्तव में इसे mass transport problem तक बढ़ा सकता है हम इसे कैसे बढ़ाते हैं सीमा परत सादृश्य द्वारा सही तो अब हमारे पास सीमा परत सादृश्य है तो ऊष्मा परिवहन में शेरवुड संख्या नुसेल्ट संख्या के बराबर है तो हमारे पास mass transport और heat transport है तो शेरवुड संख्या और नुसेल्ट संख्या एक दूसरे के बराबर हैं श्मिट संख्या और प्रांड्ल संख्या बराबर हैं ठीक है तो आप नुसेल्ट संख्या को शेरवुड और प्रांड्टल को श्मिट के साथ प्रतिस्थापित करते हैं आपको mass transport के लिए संबंधित सहसंबंध मिलेंगे तो केवल पूर्णता के लिए हम उन्हें यहाँ लिखेंगे 16 Schmidt number divided by L by D 1 by 3 ठीक है तो तो पहेली का आखिरी टुकड़ा आंतरिक प्रवाह के लिएअशांत स्थिति के दौरान ऊष्मा परिवहन गुणांक है ठीक है तो हमने कभी भी अशांत स्थिति के बारे में बात नहीं की रेनॉल्ड्स संख्याट्रांजिशन क्या है 2100 लामिना के लिए संक्रमण क्षेत्र के लिए और आमतौर पर 4000 यह द्रव की प्रकृति और ट्यूब की सतह के आधार पर बहुत भिन्न होता है तो लगभग 4000 आप मानेंगे कि द्रव वास्तव में एक अशांत शासन में है और इसलिए ऐसी स्थिति में भी कोई विश्लेषणात्मक समाधान उपलब्ध नहीं है आज तक कोई विश्लेषणात्मक समाधान संभव नहीं है और इसलिए पहले सहसंबंध को कोल्बम समीकरण कहा जाता है जहां नुसेल्ट संख्या 0023 प्रांड्ल संख्या to the power of 1 by 3 4 by 5 से दी जाती है तो याद रखें कि आप रेनॉल्ड्स के इस उत्पाद को प्रांटल के रूप में देखना शुरू करते हैं क्योंकि रेनॉल्ड्स संख्या निर्भरता प्रवाह से आती है और प्रांड्ल संख्या वास्तव में तापमान प्रवणता से आती है कि तरल और ठोस के बीच की सीमा या इंटरफ़ेस और एक सामान्य सहसंबंध के रूप में डिटस बोएल्टर समीकरण कहा जाता है तो यह वास्तव में कुछ ऐसा है जो बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है डिटस बोएल्टर समीकरण बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और वास्तव में आपने इसे अपने अशांत प्रवाह प्रयोग में देखा होगा जो लोग पहले ही प्रदर्शन कर चुके हैं और समीकरण औसत है जो 0023 Reg to the power of 4 by 5 into Prandtl to the power of n होगा तो कोलबर्न और डिटस बोएल्टर समीकरण के बीच का अंतर इस पर निर्भर करता है कि तरल पदार्थ से गर्मी खो रही है या क्या तरल पदार्थ द्वारा गर्मी प्राप्त की जाती है एक्सपोनेंट n थोड़ा दिखाई देता है ठीक है तो n 04 है यदि Ts T से अधिक है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर कप तापमान मिलाना तो जिसका अर्थ है कि गर्मी है जो मिली गर्मी है वह द्रव द्वारा प्राप्त की जाती है और यह 03 है यदि Ts Tm से कम है तो ठीक है और निश्चित रूप से कुछ सीमा वैधता सीमा है तो वैधता यह है के यह प्रांटल संख्या 160 और 10000 से 07 कम या उसके बराबर है ठीक है आप में से जो पहले से ही अशांत प्रवाह प्रयोग कर चुके हैं आपको बताया गया है कि रेनॉल्ड्स संख्या लगभग 10000 होनी चाहिए यही कारण है कि मामला समीकरण की वैधता है जो सहसंबंध उपयोग किया जाता है वह केवल रेनॉल्ड्स संख्या पर्याप्त रूप से बड़ी होने पर उपयोग किया जाता है इसलिए जिन्होंने वास्तव में यह प्रयोग किया है और रेनॉल्ड्स संख्या की गणना और जाँच नहीं की है कि क्या रेनॉल्ट संख्या 10000 से अधिक है तो आप देखेंगे कि वहाँ होगा अपनी भविष्यवाणियों में भिन्नता होगी सीधी रेखा फिट जोकि आप अपने प्रयोगात्मक डेटा को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं यह आपके प्रयोगात्मक डेटा को बहुत अच्छी तरह से फिट नहीं करेगा और इस प्रकार आपकी रेनॉल्ड्स संख्या पर्याप्त रूप से बड़ी है जहां सहसंबंध मान्य है ठीक है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है तो ये वैधता क्षेत्र वे वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी भी आंकड़े की तरह आप उस श्रेणी में फिट लागू नहीं कर सकते हैं जो कि फिट राइट की वैधता से बाहर है इसलिए यदि यह एक है यदि यह एक रैखिक प्रतिगमन फिट है तो आप फिट को किसी भी सीमा पर लागू नहीं कर सकते जो उस फिट की वैधता से बाहर है इसलिए रेनॉल्ड्स संख्या के आधार पर इन वैधता व्यवस्थाओं पर ध्यान दें गुणों के आधार पर अलग अलग सहसंबंध हो सकते हैं एक बार फिर मैं नुसेल्ट नंबर को शेरवुड के साथ और प्रांट्ल नंबर से श्मिट नंबर को बदलकर mass transport समस्या में अनुवाद कर सकता हूं